शुभ प्रभात हम आईएस 1905 पर डिज़ाइन के विचार के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपनी अंतिम कक्षा में बेसिक कम्प्रेस्सिव स्ट्रेस basic compressive stress को देख रहे थे मेरा मतलब है कि हम पेर्मिसिबल कम्प्रेस्सिव स्ट्रेस पर कैसे पहुंचे और हम आखिरी कक्षा में यह देखने के लिए रुके थे कि मूल कंप्रेसिव स्ट्रेस को तीन फैक्टर कारक का उपयोग करके कैसे देखा जाता है सबसे पहला कारक सबसे महत्वपूर्ण है जो की स्ट्रेस रिडक्शन कारक है जो स्लैंडरनेस रेश्यो और एक्सेंट्रिसिटी रेश्यो ks से दर्शाया जाता है और इसके बाद आता है एरिया रिडक्शन फैक्टर जो क्षेत्र में कमी के कारण आता है और अंत में शेप मॉडिफिकेशन फैक्टर आता है हमारे पास fcभी है जो मूल कंप्रेसिव स्ट्रेस है जो की परीक्षण के परिणाम से आया हैं जो मेसनरी की कम्प्रेशन का एक चौथाई होता हैं और अगर आप एक मोटर शक्ति का चयन करना चाहते हैं तो इसके लिए बुनियादी कम्प्रेस्सिव तनाव आपको कोड की तालिका 8 में दिया गया है आप निश्चित रूप के कारकों से बेसिक कंप्रेसिव स्ट्रेस का उपयोग कर सकते हैं और आप बेसिक कंप्रेसिव स्ट्रेस को कम भी कर सकते हैं इसमे ks और ka कारकों की संख्या 1 से भी कम हो जाती है जबकि kp कारक 1 से अधिक होगा और ऐसे आप पेर्मिसिबल कम्प्रेस्सिव स्ट्रेंथ पर पहुँचेंगे यह पेर्मिसिबल कम्प्रेस्सिव स्ट्रेंथ अलग अलग दीवारों के लिए अलग अलग है यह आपको तब पता चलेगा जब आप अपना डिज़ाइन करना शुरू करेंगे क्योंकि प्रत्येक दीवार में एक अलग सीमा की स्थिति होगी इसलिए प्रत्येक विन्यास के लिए दीवार की बेसिक कंप्रेसिव स्ट्रेस का उपयोग करना होगा काम कर रहे तनाव की अवधारणा के भीतर हमे वर्किंग स्ट्रेस टेंसिल स्ट्रेस पेर्मिसिबल शियर को देखना होगा और उसकी गरणा करनी पड़ेगी इससे आपके पास डिज़ाइन के लिए आवश्यक चेक हो जाएंगे अब परमिस्सबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ गया है और तहत संवर्धित हो गया है कोड आपको वह शर्तें देता है जिसके तहत आप परमिस्सबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण परिस्थितियों में से एक है जब आपके पास एक महत्वपूर्ण विलक्षणता और वर्टीकल का भार है जब आपके पास एक्सेंट्रिसिटी होती है हम यहाँ पर परिणामी विलक्षणता की बात कर रहे थे कम्प्रेस्सिव तनाव क्रॉस सेक्शन में समान नहीं होते हैं जिससे आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेस में एक ढाल होगी मेरा मतलब है की क्रॉस सेक्शन के एक छोर पर कम कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा और दूसरे छोर पर ज़्यादा इसलिए जब आपके पास क्रॉस सेक्शन में ढाल है तो दीवार क्रॉस सेक्शन में समरूप कम्प्रेस्सिव स्ट्रेस नहीं होगा इसका मतलब है कि संपूर्ण क्रॉस सेक्शन एक ही समय में विफल नहीं होगा बल्कि सबसे अधिक संकुचित फाइबर सबसे पहले टूटेगा जबकि और बाकी वर्ग ठीक रहेंगे तो आपके पास कम्प्रेस्सिव फाइबर के साथ एक ढाल होगा जो सबसे पहले विफल होगा जबकि बाकी का क्रॉस सेक्शन कंप्रेसिव स्ट्रेस के उस मूल्य तक नहीं पहुँचेगा ऐसा करने के लिए हम मेसनरी के कम्प्रेस्सिव स्ट्रेस को अधिकतम 25 प्रतिशत तक बढ़ाएंगे तो मूल रूप से तथ्य यह है कि फ्लेक्सोरल कम्प्रेस्सिव स्ट्रेस मेसनरी के तहत उच्च कम्प्रेस्सिव भार लेने में सक्षम होना चाहिए तो मेंसरी 25 प्रतिशत अधिक संकुचित तनाव ले सकती है और यह शुद्ध कम्प्रेस्सिव स्ट्रेस के झुकने के कारण होना चाहिए तो यह पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण है की क्यों अनुमेय तनाव में वृद्धि की अनुमति है ऐसा स्ट्रेन ग्रेडिएंट इफ़ेक्ट है जिसे हमने 125 कर दिया है जो f c बढ़ाकर 25 कर दी गई थी इसके अलावा यह एक तरह से पुनर्वितरण के लिए अनुमानित लेखांकन है क्योंकि वास्तव में दरार और तनाव होने के कारण मेसनरी के सक्रिय क्रॉस सेक्शन में पुनर्वितरित किया गया है तो कोड मूल रूप से कम एक्सेंट्रिसिटी को देखता है जब आपकी विलक्षणता 1 से कम होती है एक्सेंट्रिसिटी 24 से 1 अंक में या एक छठा क्रॉस सेक्शन का तत्व होती है जो एक महत्वपूर्ण सीमा है क्योंकि इस संख्या के आगे क्रॉस सेक्शन में तनाव आने लगता हैं तो इन श्रेणियों के आधार पर जब आपके पास एक्सेंट्रिसिटी 24 में से 1 से अधिक होती है तब आप अनुमेय तनाव में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर सकते हैं तो आपके दो एज कम्प्रेशन स्ट्रेस एज 1 और एज 2 को f 1 और f 2 माना जाना चाहिए और फिर आप लचीलेपन को ध्यान में रखते हुए एज कंप्रेशन स्ट्रेस को 25 प्रतिशत तक बढ़ा देते हैं कोड अन्य स्थितियों में अनुमेय संकुचित तनाव में वृद्धि की अनुमति देता है इसमे एक परिशिष्ट है जो विभिन्न परिस्थितियों के लिए समर्पित है जिसके तहत अनुमेय तनाव संवर्धित किया जा सकता है एक और परिस्तिथि जिसमे यह किया जाता है जब आपके पास होता केंद्रित भार बनाम वितरित भार होता है केंद्रित भार में बेयरिंग एरिया छोटा होता है तो कोड फिर से अनुमेय तनाव में वृद्धि की अनुमति देता है तो आप अपेंडिक्स C को देख सकते हैं जिसके कोड के तहत ये विशिष्ट शर्तें हैं ताकि अनुमेय तनाव को बढ़ाया जा सके लेकिन मैंने यहाँ दो सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान केंद्रित किया है पहला तनाव प्रवणता प्रभाव और दूसरा जब आपके पास केंद्रित भार होता हैं हमें अनुमेय तन्यता तनावों को भी परिभाषित करने की आवश्यकता है जैसा कि आप तन्यता ताकत ऐसी चीज नहीं है जो महत्वपूर्ण हो हालांकि अगर तन्य शक्ति के अनुमेय का एक परिमित नॉनजरो अनुमान है तब आप इसे अपने डिज़ाइन के भीतर उपयोग कर सकते हैं और ये संख्या बहुत काम होगी लेकिन फिर भी अनुमेय तनाव दृष्टिकोण के भीतर इस्तेमाल की जा सकती है तो अगर आप एक मोर्टार ग्रेड का उपयोग जैसे की M1 H 1 या H 2 ग्रेड मोर्टार तो यदि आप अंदर के झुकाव को देख रहे हैं तो आप जोड़ों के सामान्य होने वाले तनाव को देख रहे हैं जब तनाव जोड़ों के लिए सामान्य कार्य कर रहा है तो अनुमेय तन्यता तनाव 007 MPaहोगा अब उसी स्थिति में यदि आप M1 ग्रेड मोर्टार का उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर संयुक्त बिस्तर के समानांतर तन्य शक्ति पहले के मूल्य से दोगुना होगी जिसका आप उपयोग कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि तन्यता ताकत अनुमेय तन्यता तनाव समानांतर है और यह दो बार अनुमेय तन्यता तनाव के रूप में रखा जाता है इसलिए हम तन्य शक्ति के समानांतर ऑर्थोगोनल शक्ति अनुपात की बात कर रहे थे और साथ ही कोड एक्सप्रेशन में भी यही कहा गया है और आपको उस वृद्धि का उपयोग करने की अनुमति है अगर इकाई की ताकत कम से कम 10 MPa या 10 Nmm2 हो तोआप अधिकतम अनुमेय तन्यता का उपयोग कर सकते हैं लेकिन यदि आप कमजोर मोर्टार का उपयोग कर रहे हैं जैसे की M2 मोर्टार तो इसका मूल्य आमतौर पर कम होता है 005 एमपीए होगा और आप केवल उसे तभी उपयोग में लाएंगे यदि मोर्टार कम ग्रेड एम 2 की होगी तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं यह एक छोटी मात्रा है लेकिन शून्य तन्य शक्ति की स्थिति का उपयोग करने में कठिनाई यह है कि आपको यह सुनिश्चित करना होगा की आपके पास एक क्रॉस सेक्शन हो एक आयाम जो पूरे क्रॉस को कम्प्रेशन में सुनिश्चित करे तो तनाव की यह छोटी मात्रा आपको कई स्थितियों से दूर करने में मदद करती और आप क्रॉस सेक्शन के आयाम को स्वयं ही ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं तीसरा आइटम वह है जो हमने पहले देखा है जो शियर स्ट्रेस से संबंधित है इसके बारे में हमने तब भी बात की थी जब हम मटेरियल स्ट्रेंथ को समझ रहे थे वह प्रारूप जिसमें हम शियर स्ट्रेस पर विचार कर रहे हैं वह एक मोहर कौलम्ब मानदंड है जहां ताकत बंधन ताकत सामंजस्य से आती है और आंतरिक घर्षण कोण या उपलब्ध घर्षण प्रतिरोध के प्रकार को देखते हुए हम सामग्री का उपयोग करते हैं हमने पहले देखा है कि कोड में अनुमेय शियर तनाव fs 01 fd6 है यहां 01 वह मान है जो सामंजस्य को संदर्भित करता है वह बंधन जो इकाई और मोर्टार के बीच को दर्शाता है यह एक छटा होता है जिसे हम f d से संदर्भित करते है जहां f d दीवार के कम्प्रेस्सिव क्षेत्र पर मृत भार के कारण होता है इसलिए यदि आप वास्तव में इसकी तुलना ताकत समीकरण से करते हैं तो हम घर्षण प्रतिरोध के मान की बात कर रहे हैं यह घर्षण का गुणांक जो एक छठा भाग है वह अन्य सामग्री की ताकत में बहुत छोटा है जैसे की मेसनरी में 04 है लेकिन हम अनुमेय तनाव के भीतर काम कर रहे हैं तो 01 सामंजस्य औरएक छटा म्यू को संदर्भित करता है और दीवार पर कम्प्रेस्सिव तनाव और अनुभाग के संकुचित क्षेत्र को ध्यान में रखा जाना चाहिए तो अब आप अनुमेय संकुचित तनाव को और पेर्मिसिबल शियर स्ट्रेस को परिभाषित कर सकते है अलग अलग दीवारों के लिए अनुमेय संकुचित तनाव की परिभाषा अलग अलग होगीक्योंकि दीवार की लंबाई और ऊंचाई अलग अलग होगी उनकी सीमा की स्थिति भीभिन्न होगी और इसलिए स्लैंडरनेस रेश्यो बदल जाएगा और कारक ks भी बदल जायेगा लेकिनअनुमेय तन्यता तनाव नहीं बदलेगा पेर्मिसिबल शियर स्ट्रेस में परिवर्तन होगा क्योंकि यह संकुचित तनाव पर निर्भर करता है तो पेर्मिसिबल कम्प्रेस्सिव स्ट्रेस का भी हमे अनुमान लगाना होगा और यह हर दीवार काअलग होगा तो इसके साथ आपके आवश्यक जाँच करने के लिए ढाँचा है जोयह सुनिश्चितकरेगा कीतनाव अनुमेय तनावों के भीतर है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण और पार्श्व बलों का संयोजन इस दीवार परप्रभाव डाल रहा है इसके साथ एक और पहलू है जिसे मैं जाँचना चाहता हूंजिसे आर्चिंग एक्शन कहते है जो मेसनरी कोड में वास्तव में लिया जाता है लेकिन यह आर्चिंग एक्शन पहले से थोड़ा अलग है जो हमने देखा था हम इस पर कुछ मिनट बिताएंगे हमने पहले देखा था दीवार के आउट ऑफ़ प्लेन डेफोर्मेशन के कारण आर्चिंग एक्शन हो रहा था हमने देखा कि किस वजह से गैर चलती समर्थन या कठोर समर्थन की उपस्थिति से एक दीवार हवा से भरी होती है और आप दीवार के बीच अतिरिक्त क्लैंपिंग से उसकी क्षमता बढ़ा सकते हैं हमने अब तक आर्चिंग एक्शन में यह सीखा था यहां कोड इन प्लेन दिशा में होने वाली आर्चिंग एक्शन की बात कर रहा हैजब दीवारें खुली होती है हम पहले मामले की जांच करेंगे जहाँ मेसनरी में होने वाली इन प्लेन आर्चिंग होती है यहाँ अवधारणा पहले जैसी ही है जहाँ आपके पास एक थ्रस्ट लाइन है जो कम्प्रेसिव बलों की ताक़तों से विकसित हो रही है और एक आर्क का रूप लेती है और लोड प्रतिरोध की अनुमति देती है तो वास्तव में क्या होता है जब आपके पास एक दीवार है जो वर्टीकल भार लेती है अब इसमे क्या भार पथ में निरंतरता नहीं होती है तो उस बिंदु पर लोड का क्या होगा तो यह पूरी तरह से एक लिंटेल पर आएगा जिसे आप दे रहे हैं या वास्तव में यह पक्षों को हस्तांतरित करने जा रहा हैं और अगर यह आकार में स्थानांतरित हो जाता है तो वास्तव में क्या साक्ष्य है की यह हम जो करने जा रहे हैं वह ठीक है और इस परिस्थिति में जो होगा उसे आर्चिंग एक्शन कहते हैं हम यहाँ एक दीवार का प्लेन देख रहे हैं और इस दीवार में एक ओपनिंग है और इसे हमने एल कहा है और यह एक लिंटेल है जो प्रदान किया गया है तो प्रत्येक ओपनिंग को एक लिंटेल के साथ प्रदान किया गया है अब हम उस डिज़ाइन लोड पर आएँगे जो हम लेंटिल के लिए उपयोग करते हैं तो आपके पास मेसनरी की दीवार का फैलाव है और आपके पास मेसनरी की दीवार के दो तरफ दो खंभे हैंलेकिन इसस्पैन्ड्रेल के भार का क्या होगा सवाल यह है अब आपके पास दोनों तरफ पर्याप्त जगह होनी चाहिए और यह एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है यदि आपके पास दोनों तरफ पर्याप्त जगह है तो ऊपर मौजूद लोड पूरी तरह से एक आर्क के रूप में लंबवत बलों के परिणाम स्वरूप स्थानांतरित हो जायेगा और आपको एक पूर्ण आर्क मिल जायेगा यदि यह पूर्ण आर्क बन जाता है तो लोड जो वास्तव में नीचे आ रहा है वह दोनों पक्षों में स्थानांतरित हो जायेगा हालांकि कुछ ज्यामितीय अड़चनें हैं जिसका पालन करना होगा और यह निर्धारित करता है कि आपने लिंटेल को कैसे डिज़ाइन किया है हम कुछ ही मिनटों में अलग अलग परिस्थितियों में इसकी संरचना देखेंगे हम कह रहे हैं वह लोड जो ओपनिंग के ऊपर है वह हस्तांतरित हो सकता है और दोनों पक्ष तब मूल रूप से अधिक भार ले जाएंगे तो अगर आप चित्र में इन हिस्सों को देखते हैं तो ये दीवार के तल पर GH और JK हैं और यह वास्तव में अतिरिक्त लोड और अतिरिक्त तनाव उठाएंगे उसकी तुलना में अगर दीवार में कोई ओपनिंग नहीं होती यदि मैं दीवार के तल पर औसत तनाव लेता हूं और उसे A B कहता हूँ अगर कोई ओपनिंग नहीं होती है तो सेगमेंट GH और JK पर भारअधिक होगा जिसका मतलब है कि लोड जो अब इस ओपनिंग के ऊपर है वह GH और JK के इन दो खंडों में बदल जाता है हालांकि एक निश्चित बाधा है की दोनों तरफ कितनी जगह उपलब्ध है यदि आपके पास पर्याप्त जगह नहीं है तो आर्क नहीं बन पायेगाऔर तब आपके पास लोड नहीं होगा जिसके रूप में विरोध किया जाएगा और आर्चिंग क्रिया स्वयं पूरी तरह से नहीं हो पायेगी आप पूरी तरह से इसपर निर्भर नहीं रह सकते है अगर ज्यामितीय रूप से आपके पास इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो वास्तव में वह लोड जो ओपनिंग के ऊपर है वह आर्क के रूप में बँट जाता है यदि आप बिंदु C और बिंदु F को देखते हैं तो वे लगभग आर्क के स्प्रिंग बिंदु जैसे हैं जहां आर्क का निर्माण होता है और आपके पास आर्क के स्प्रिंगिंग पॉइंट्स होते हैं और वहां अतिरिक्त वर्टीकल लोड होता है तो यह शियर प्रतिरोध द्वारा ध्यान रखा जा रहा है जो आर्क के दोनों किनारों पर हैं तो आपके पास पर्याप्त दीवार क्षेत्र होना चाहिए जो दोनो तरफ हो उस शियर प्रतिरोध के लिए और जो आर्किंग कार्रवाई के लिए प्रदान किया जाना चाहिए आर्क प्रोफ़ाइल खुद के लिए हैं तो यह वास्तव में वही है जो दीवार के दोनों किनारों पर हो रहा है वास्तव में एक आर्क के लिए अबुत्मेंटस की तरह अभिनय कर रहा हैं तो हम उस तंत्र को ध्यान में रखें और विभिन्न परिस्थितियों की जांच करें जिसके तहत यह वास्तव में हो सकता है तो यह क्षेत्र जिसके ऊपर ओपनिंग के ऊपर अतिरिक्त भार है और जहाँ से वह दीवार के आकार में स्थानांतरित होता है आप इससे दीवार की लंबाई का अनुमान लगा सकते हैं और उसके बाद कम्प्रेस्सिव स्ट्रेस की गरणा कर सकते हैं तो अगर हम इस लम्बाई को जो की GH और JK है हम उसे x नाम देते हैं यह प्रभावी अवधि के लगभग कम है और इसे हम L or L H को 2 से विभाजित करके देख सकते हैं तो आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण कितना क्षेत्र बढ़ेगा यदि आप इस तरह से एक परिमित तत्व मॉडल बनाते हैं तो आप देखेंगे कि दीवार में AG क्षेत्र में कम्प्रेस्सिव तनाव है और यह तनाव लगभग अप्रभावित है जैसे की यह सिर्फ एक सादी दीवार हो डिज़ाइन के नज़रिए से अनुमान लगाना मुश्किल होगा की AG GH और JK में कितना कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है लेकिन KB में हम एक खिंचाव को देखेंगे और उस खिंचाव में तनाव को कम करेंगे तो हम दीवार के हिस्सों में तनाव का अनुमान लगाएंगे यह कहना आसान नहीं है कि इस भाग में उच्च कम्प्रेस्सिव तनाव कितना है आप इसका एक अनुमान लगा सकते हैं कि उस डिज़ाइन को कितने कंप्रेसिव स्ट्रेस की आवश्यकता है मान लेते हैं की एक केंद्रित भार से मेसनरी की दीवार में लोड वितरण है तो हम मान लें कि एक मेसनरी की दीवार पर लोड वितरण बीम से लेकर मेसनरी की दीवार तक 30 डिग्री का वर्टीकल फैलाव होता है यह एक धारणा है कि आप 30 डिग्री का कोण लेते हैं और आपके पास 30 का केंद्रित भार समान रूप से वितरित हो जाता है तो कोड 30 डिग्री के उपयोग को निर्धारित करता है हालांकि कुछ कोड और अध्ययन इसे 45 डिग्री पर भी निर्धारित करते हैं लेकिन फिर कई अध्ययनों से पता चला है कि यह 30 डिग्री पर ही बेहतर है तो 30 डिग्री फैलाव वह है जो आमतौर पर उपयोग किया जाता है जब हम कंसन्ट्रेटेड लोड को एक समान रूप से वितरित भार में परिवर्तित करते है हम इस समबाहु त्रिभुज पर आएँगे यदि वास्तव में आर्चिंग कार्रवाई होने वाली थी आपके पास ज्योमेट्री स्थिति आर्चिंग कार्रवाई के होने के लिए थी जो पर्याप्त रूप से चौड़ी दीवार है ओपनिंग के दोनों पक्ष आपके लिए उपलब्ध हैं और स्पैन्ड्रेल भी पर्याप्त रूप से उच्च है यदि आप एक समबाहु त्रिभुज को लिंटेल के ऊपर खींचते हैं और समबाहु त्रिभुज के भीतर आपके पास अन्य भार नहीं है हम एक ऐसी स्थिति देखेंगे जहां अन्य भार हैं हम मान लेते हैं छत की स्लैब जो कि यहाँ दिखाई गई है इस हरे रंग की छत की स्लैब को यहाँ शीर्ष पर दिखाया गया है मान लें कि वह कम है और यदि उस छत की स्लैब में हम हस्तक्षेप करते हैं ओपनिंग के ऊपर समबाहु त्रिभुज तो आप के पास डिस्टर्बड स्थिति है लेकिन ऐसी स्थिति मान लें जहां छत का स्लैब त्रिभुज के शीर्ष से काफी दूर है यह समबाहु त्रिभुज केवल भार है जिसके लिए आपको लिंटेल को डिज़ाइन करना होगा शेष भार ओपनिंग के ऊपर का आर्चिंग एक्शन करने से दोनों पक्षों को हस्तांतरित हो जायेगा तो यह आर्चिंग एक्शन आपको लोड को परिभाषित करने की संभावना देता है जिसके लिए आप लिंटेल को डिज़ाइन करेंगे अगर विन्यास की वजह से आर्चिंग एक्शन नहीं हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए की लिंटेल डिज़ाइन करना हैं मेरे पास बहुत ही दिलचस्प तस्वीर है जो आपको बताती है कि आर्चिंग एक्शन क्या है और क्या भार हैं जो लिंटेल ले जाएगा और यह इंदिरा आवास योजना की साइट विजिट्स में से एक है ईंटों की मेसनरी का उपयोग करके 6 मीटर बाय 4 मीटर निर्माण था और रिइनफ़ोर्स कंक्रीट फ्लोर आप देखते हैं कि कोई लिंटेल नहीं है चूंकि कोई लिंटेल नहीं है मेसनरी में क्षति होती है लेकिन यह बहुत स्पष्ट है कि लिंटेल केवल उस त्रिकोणीय लोड के लिए कैसे डिज़ाइन किया गया हैं इसलिए यदि आपके पास एक लिंटेल था तो शेष भार जो भी मेसनरी पर आ रहा है ओपनिंग के ऊपर वास्तव में आर्चिंग एक्शन की वजह से बगल में नीचे की ओर धंसा हुआ है तो यह आर्चिंग एक्शन हैं यह कोई लिंटेल नहीं होने के कारण होने वाली क्रिया है अगर वहाँ लिंटेल था तो हम इसे प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे असल में बहुत ही स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ एक लिंटेल है और वहाँ कोई दरार नहीं है जबकि इस तरफ वहाँ कोई लिंटेल नहीं है और एक दरार है इसलिए यह तस्वीर आपके दिमाग में रहेगी कि यह लोड है जिसे आपको लिंटेल डिज़ाइन करना चाहिए अगर शर्त परमिशन देती है और इसलिए यह जाँचना उपयोगी है कि क्या स्थितियाँ हैं जो इससे भटकती हैं और आपको लिंटेल को डिज़ाइन करने में सावधानी वर्तनी चाहिए इसलिए हम कुछ शर्तों को देखते हैं यदि आपके पास दिवार के दोनों तरफ महत्वपूर्ण लंबाई नहीं है यदि दीवार के दोनों किनारे यदि आपके पास दरवाज़े या खिड़की खोलने के लिए एक असममित स्थान है तो आप को दीवार की चौड़ाई जाँचने के लिए सावधान रहना चाहिए और फिर यह लंबाई L 1 हैं यह लंबाई L 1 जिसे हम एक तरफ और दूसरी तरफ L2 देख रहे हैं कम से कम ओपनिंग के प्रभावी अवधि का आधा होना चाहिए अगर आपके पास ऐसी स्थिति है जहां L 1 L के आधे से कम है एकमात्र विकल्प आपके पास हैं कि सभी लोड का अनुमान लगाए है जो ओपनिंग के ठीक ऊपर आ रहा है और उस सभी लोड के लिए लिंटेल को डिज़ाइन करना है इसलिए यह महत्वपूर्ण प्रभाव है जहां तककि आर्चिंग कार्रवाई के लिए ज्योमेट्री की उपलब्धता है और अगर L 1 और L 2 दो पक्षों पर ऐसा है कि L 1 और L 2 05 L से अधिक है तो आपको आर्चिंग कार्रवाई के कार्य की संभावना होगी और आप समभुज त्रिकोण के लिए लिंटेल को डिज़ाइन कर सकते हैं आप बीच में यह पहला आंकड़ा देख सकते हैं आर्क फार्म नहीं कर सकता यह बाधित हो जाता है यदि आप एक आर्क लगाने की कोशिश करते हैं तो आर्क बाधित हो जाता है जो कि समस्या है अगर आर्क बाधित हो जाता है तो यह एक सममित लोड हस्तांतरण तंत्र नहीं कर सकते और इसलिए आप लिंटेल को केवल उस त्रिकोणीय भार के लिए डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं आपको इसे ओपनिंग के ऊपर बैठे सभी भार के लिए डिज़ाइन करना है कुछ अन्य स्थितियाँ जहां हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं वह समभुज त्रिकोणीय क्षेत्र जिसकी हम बात कर रहे हैं वह डीस्टर्ब हो सकता है और अगर इस अर्थ में डीस्टर्ब हो जाए तो अन्य लोड जो उस क्षेत्र के भीतर हैं या आप किन परिस्थितियों में केवल एकतरफ़ा त्रिकोणीय क्षेत्र पर विचार करें जिसे हम एक पल में जांच लेंगे तो हमें एक ऐसी स्थिति दिखाई देती है जहां ओपनिंग के दोनों किनारों पर दीवारों की महत्वपूर्ण लंबाई होती है तो L 1 और L 2 05 L की आवश्यकता से अधिक है जो हमारे पास है तोआर्चिंग कार्रवाई विकसित होगी लेकिन फिर भी आर्चिंग कार्रवाई विकसित हो रही है आप वास्तव में लिंटेल के ऊपर त्रिकोणीय क्षेत्र को देख रहे हैं लेकिन यदि त्रिकोणीय क्षेत्र जिसे आप जांच कर रहे हैं वह कुछ अन्य भार से परेशान है जो उस क्षेत्र में आते हैं फिर यह केवल मेसनरी का भार नहीं है जो त्रिकोणीय समभुज त्रिकोण में फिट बैठता है लेकिन अतिरिक्त भार जो उस क्षेत्र में आते हैं तो इस विशेष मामले में आप देख सकते हैं कि ओपनिंग के ऊपर स्पैन्ड्रेल अपने आयाम में महत्वपूर्ण नहीं है और छत है मंज़िल स्लैब बल्कि कम ब्याज या ऊंचाई कम हो सकती है यह 2 23 मीटर और कुछ निर्माणों जितना कम हो सकता है तो इस विशेष में आपके पास मंज़िल का भार है जो वास्तव में समबाहु त्रिभुज के साथ हस्तक्षेप करता है तो एक बार समबाहु त्रिभुज की स्थापना की जाती है आपको यह देखना होगा कि मंज़िल के लोड का मैगनीटुड क्या है जो फिर से मंज़िल से आने वाले समान रूप से वितरित भार है मंज़िल भार क्या है जो वास्तव में समबाहु त्रिभुज के भीतर बैठता है और उस अतिरिक्त भार के लिए लिंटेल को डिज़ाइन करें फिर आप समान रूप से वितरित लोड का उपयोग करें जो आप यहां देख सकते हैं कि मंज़िल लोड से आ रहा है और इसे लिंटेल के डिज़ाइन में स्थानांतरित कर सकते है फिर अगर आप ऊपर की मंज़िल में आपके पास एक ओपनिंग है और ओपनिंग के नीचे मेसनरी है हम कहते हैं कि आपके पास विंडो है उसके नीचे मेसनरी हैं तब तक उस ओपनिंग की ऊंचाई ऐसा है कि त्रिकोण का शीर्ष अव्यय जिसे आप देख रहे हैं ओपनिंग का यह बिंदु 250 मिमी या अधिक है आप केवल समभुज त्रिकोण पर विचार कर सकते हैं यदि इसके बजाय ओपनिंग शीर्ष के करीब है तो आपको अन्य भारों को भी देखना होगा जो ऊपर की मंज़िल से आ रहा है तो यहाँ दो स्थितियाँ हैं एक है कि मंज़िल ही समबाहु त्रिभुज को रोक रही है तो आप मंज़िल लोड के हिस्से पर विचार करेंगे जो समबाहु त्रिकोण को इंटरसेप्ट करने वाले डिज़ाइन भार के हिस्से के रूप में लिंटेल के लिए हैं और आप इस हिस्से में केवल मंज़िल के लोड को मानेंगे यदि कोई उपरोक्त वास्तव में इस समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से 250 मिमी या अधिक है तो ऊपर जो कुछ भी हो रहा है वह फिर से आर्चिंग कार्रवाई है आपके पास ओपनिंग है और पहली मंज़िल में ओपनिंग के आकार के लिए आर्चिंग कार्रवाई है तो अगर शीर्ष और ओपनिंग के बीच महत्वपूर्ण दूरी उपलब्ध नहीं है अतिरिक्त है लोड जो वास्तव में समबाहु त्रिभुज में आएगा जिसे आप जमीन की मंज़िल में लिंटेल डिज़ाइन करने के लिए उपयोग कर रहे हैं एक और स्थिति जहां ओपनिंग के ऊपर भी समबाहु त्रिकोण को इंटरसेप्ट कर रहा है इस विशेष स्थिति में आपके पास ऊपरी मंज़िल से मेसनरी लोड दीवार से लोड का एक हिस्सा जो एरो आप देख सकते हैं दोनों हैं ऊपरी मंज़िल की मेसनरी का भार मेसनरी वाली मंज़िल पर हैमेसनरी की दीवार का भार और ऊपरी मंज़िल का तल भी नीचे दिए गए लिंटेल में भी स्थानांतरित किया जाएगा तो ऊपरी मंज़िल से फर्श का भार और मेसनरी वाली दीवार का भार भी लिंटेल को हस्तांतरित किया गया होगा और वह भार है जो आप यहां देख रहे हैं वह हिस्सा जो समभुज त्रिकोण को कवर कर रहा है जहां तक ऊपरी मंज़िल है और फिर समबाहु त्रिभुज का हिस्सा जो जमीन में ही है इसलिए आपको उन सभी भारों का लेखा जोखा करना चाहिए जिनको समबाहु त्रिभुज द्वारा इंटरसेप्ट किया जाएगा आने वाले भार का अनुमान लगाने के लिए तो आपके लिए यह जाँचना महत्वपूर्ण है कि त्रिकोण के शीर्ष से ओपनिंग के नीचे तक 25 सेंटीमीटर या उससे अधिक के भीतर है फिर यह एक अनुभवजन्य आवश्यकता है तो आपको ज्योमेट्री की जांच करनी होगी कि क्या अतिरिक्त भार को लिंटेल के डिज़ाइन के लिए ही विचार करना होगा अब आपके पास ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां एक ही कहानी में आपके पास अतिरिक्त भार है जो कि दीवार ढो रही है और यह वास्तव में ओपनिंग के ऊपर के क्षेत्र को परेशान कर रहा है एक सरल मामला यह है कि आप मान लें कि आपके पास रिइनफ़ोर्स कंक्रीट बीम या स्टील बीम हैं जो कमरे की छत में रखा जाता हैलोड के हिस्से के रूप में संरचना की छत में और इस बीम को फिर दो दीवारों पर समर्थित किया गया है तो जब आपके पास यह ब्लैक क्रॉस सेक्शन की एक स्थिति हैं जो कि एक बीम है जो आ रही है और मेसनरी की दीवार पर टिकी हुई हैं तो अगर आपके पास उस तरह की स्थिति है इसलिए यहां हम क्रॉस सेक्शन और इस क्रॉस सेक्शन की सेंटर लाइन पर विचार कर रहे हैं यदि उस क्रॉस सेक्शन की सेंटर लाइन वास्तव में त्रिकोण के शीर्ष से 25 सेंटीमीटर कम है जिसे हम देख रहे थे फिर लिंटेल के डिज़ाइन में इस केंद्रित भार से अतिरिक्त भार पर विचार करना होगा अब यदि आपके पास दूरी 25 सेंटीमीटर से अधिक हैं तो आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं है आपके पास पर्याप्त फैलाव होगा और मेसनरी लोड को ले जाने में सक्षम होंगे लेकिन अगर यह इस समबाहु त्रिभुजके बहुत करीब है तो यह समबाहु त्रिभुज क्षेत्र केंद्रित भार के फैलाव से प्रभावित होता है तो बीम और त्रिकोण के शीर्ष के बीच की खाई पर निर्भर करता है आप एकाग्र बल से भार के फैलाव के कारण आने वाले अतिरिक्त भार पर विचार करेंगे तो केंद्रित बल को समान रूप से वितरित बल में परिवर्तित करने की आवश्यकता है जो 30 डिग्री के कोण के साथ हो तो आप यहाँ बिंदीदार रेखाओं के साथ त्रिकोण देख रहे हैं वास्तव में केंद्रित भार के फैलाव है जो बीम से एक समान वितरित बल में परिवर्तित हो गया हैं यदि त्रिकोण का शीर्ष और केंद्रित भार 25 सेंटीमीटर के भीतर है तो हरे रंग का छायांकित क्षेत्र लिंटेल के डिज़ाइन में माना जाता है तो यह दूसरी शर्त है जिसे आपको जाँचना होगा तो तन्य लोड प्रतिरोध तत्व के डिज़ाइन झुकने वाला तत्व लिंटेल को सावधानी से देखना होगा जहां तक डिज़ाइन का संबंध है मैं इस स्तर पर बताना चाहूँगा कि हम कट लिंटल्स के बारे में बात कर रहे हैं सिर्फ लिंटल्स जो ओपनिंग के दोनों तरफ के साथ प्रदान किए जाते हैं आम तौर पर दीवार के दोनों तरफ के बेअरिंग के 25 सेंटीमीटर होते हैं हालाँकि हमने देखा है कि यह आवश्यक है जहाँ तक IS 4326 का संबंध है कि आप हॉरिजॉन्टल भूकंपीय बैंड प्रदान करते हैं और इस स्तर पर हॉरिजॉन्टल भूकंपीय बैंड भूकंप प्रतिरोध में बेहद प्रभावी हैं तो यह कट लिंटेल वास्तव में कट लिंटेल के रूप में प्रभावी नहीं है लेकिन सभी लोड बेअरिंग दीवारों और उन्हें एक साथ जोड़ने के माध्यम से चल रहे एक निरंतर लिंटेल के रूप में हैं वहां कटौती के लिए नुस्खे हैं लिंटेल बैंड के लिए नुस्खे हैं आप जो स्टील डालते हैं वह वास्तव में बहुत नाम मात्र हैं आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि जब वह लिंटेल खुलने के एक हिस्से में आए तो आप यह जाँचे की ओपनिंग के ऊपर लिंटेल को कितना भार देना चाहिए जबकि लिंटेल बैंड के शेष हिस्से में भूकंपीय बैंड में न्यूनतम स्टील हो सकता है जो IS 4326 द्वारा निर्धारित हैं जब आप IS 4326 द्वारा विवरण पर आते हैं तो आप देखेंगे कि स्टील जो लिंटेल बैंड के लिए निर्धारित है वह काफी छोटा है यह वास्तव में एक तनाव का विरोध प्रकार हैं यह रिइनफ़ोर्स कंक्रीट में एक फ्लेक्सोरल तत्व नहीं है तो भले ही आप स्टील और आयामों के साथ भूकंपीय बैंड प्रदान कर रहे हों 4326 में जब यह ओपनिंग वाले भागों के ऊपर आता है तो आप ध्यान रखेंगे कि त्रिकोणीय क्षेत्र में भार को लेने के लिए आवश्यक डिज़ाइन के प्रतिरोध में हो इसलिए कुल मिलाकर आईएस 1905 के डिज़ाइन के अनुसार कई और पेचीदगियों को छुआ गया है जिनमें से कुछ के साथ अभ्यास करने में आप सक्षम हो जाएगा लेकिन अगर आप मेसनरी संरचना में एक मेसनरी की दीवार डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो तो मैं एक छोटा सा अभ्यास करना चाहता हूँ भार वहन करने वाली मेसनरी संरचना अनरिइनफोरसड मेसनरी जो हम विचार कर रहे हैं हम ज़ोन 2 संरचना भूकंपीय क्षेत्र 2 संरचना लेते हैं फिर क्या चरण हैं जो कि आप एक दीवार के लिए सामग्री की पसंद क्रॉस सेक्शन की पसंद पर पहुंचने के लिए पालन करेंगे तो यह चरणों का अनुक्रम है जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए बेशक हम यहां गुरुत्वाकर्षण बल देख रहे हैं लेकिन निश्चित रूप से 1893 विचार करना होगा कि क्या आप भूकंप बलों के साथ भी काम कर रहे हैं और हवा लोड कोड पर भी विचार किया जाना है लेकिन गुरुत्वाकर्षण बलों के लिए एक ही दीवार का डिज़ाइन देखना आत्म वजन का अनुमान प्राप्त करें उन सुपर लोड के अनुमानों का अनुमान जिसके लिए आपको नुस्खे का उपयोग करना पड़ सकता है जो उस कोड से आते हैं प्राप्त करें जो लोड IS 875 भाग 1 के साथ है जो मृत भार के लिए हैं और भाग 2 जो लगाए गए भार के लिए हैं तो आप उन विभिन्न भारों को स्थापित करने में सक्षम हो गए हैं जो दीवार पर काम कर रहे हैं आप से अनुमान लगाने से शुरू करते हैं यह दीवार पर एक लोड या नहीं भी हो सकता है यदि एकल भार दीवार पर हैं एक्सेंट्रिसिटी के साथ या उस के बिना यह आपके लिए एक सरल मामला है लेकिन यदि आपके पास दीवार पर अभिनय करने वाले कई भार हैं तो आपको भार के वेटेड एक्सेंट्रिसिटी का अनुमान लगाना होगा तो परिणामी एक्सेंट्रिसिटी अनुपात का अनुमान लगाएँ और यहां आप मूल रूप दीवार पर अभिनय करने वाले अलग अलग भारों को उनकी संबंधित एक्सेंट्रिसिटी के साथ आदर्श रूप में लें और परिणामी एक्सेंट्रिसिटी के एनेक्स पर पहुंचने के लिए दीवार की केंद्र रेखा के बारे में क्षण लें तो आप कुल लोड डब्ल्यू को परिणामी एक्सेंट्रिसिटीके रूप में देख सकते हैं दीवार के मध्य रेखा के बारे में क्षणों से होने के नाते डब्ल्यू 1 एक लोड होता है एक्सेंट्रिसिटी e 1 प्लस W 2 ईंटो e 2 और इसी तरह ई कैप पर परिणामी एक्सेंट्रिसिटी होना चाहिए परिणामी एक्सेंट्रिसिटी को जानते हुए क्रॉस सेक्शन के साथ काम करना शुरू करें जो विचार से आता है मान ले कि आप 230 मिमी या 340 मिमी की दीवार के साथ काम कर रहे हैं फिर आपके पास मोटाई है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं और आप एक्सेंट्रिसिटी अनुपात प्राप्त कर सकते हैं जो इस मामले में t होगा तो आपके पास एक्सेंट्रिसिटीअनुपात स्थापित है एक्सेंट्रिसिटी अनुपात के साथ योजना विन्यास और दीवार की ऊंचाई के आधार पर बॉउंड्री की दशा जो दीवार की ऊँचाई और किनारों की लंबाई में दीवार के साथ लगाई गई हैं और आप अनुमान लगा पाएंगे कि दीवार की प्रभावी ऊंचाई क्या हैऔर दीवार की प्रभावी मोटाई कितनी हैं हमने देखा कि इनमें से तीन मापदंडों की गणना कैसे की जाती है एक बार आप एच प्रभावी एल प्रभावी और टी प्रभावी का अनुमान लगते हैं आपको स्लैंडरनेस अनुपात का अनुमान लगाने की आवश्यकता है और स्लैंडरनेस अनुपात रूढ़िवादी पक्ष पर प्रसारित होने से हम दो अनुपात में कम वाला लेते हैं एच प्रभावी बय टी प्रभावी या एल प्रभावी बय टी प्रभावी एक बार स्लैंडरनेस अनुपात आ गया है आपके पास एक्सेंट्रिसिटी अनुपात और स्लैंडरनेस अनुपात है अब आप स्ट्रेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर ks का अनुमान लगा सकते हैं तालिका 9 से जो हम पहले से देख रहे थे आप स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर ks और यदि लागू हो तो क्षेत्र कमी कारक के लिए क्रॉस सेक्शन की निम्नता और आकार में सुधार का कारक अगर ईंट एक अलग पैटर्न में रखी जा रही हैं तो इस स्तर पर आपके पास ks ka और kp हैं एक बार आप के पास ये इन तीन कारक हैं आप मेसनरी में संकुचित तनाव का अनुमान लगाए है क्योंकि मेसनरी की दीवार पर कुल लोड अभिनय और क्रॉस सेक्शन को जानते हैंफिर आप कम्प्रेस्सिव तनाव का अनुमान लगाएँ आप कंप्रेसिव स्ट्रेस का अनुमान ले और अगर आपको पेर्मिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस fs पर पहुँचना है हम fb लेते हैं और fb को ks ka and kp से गुना करते हैं यहाँ आप क्या करने जा रहे हैं आप कंप्रेसिव स्ट्रेस का अनुमान लगा रहे हैं और दीवार पर अभिनय करने वाली मांगों से और उसको विभाजित ks ka और kp से करें जिससे की आप को मूल कंप्रेसिव स्ट्रेस का अनुमान मिल सके क्योंकि आप अभी डिज़ाइन कर रहे हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेस का अनुमान लगाए जो लोड के कारण हैं और उस को ks ka और kp से विभाजित करे और अनुमान प्राप्त करें कि डिज़ाइन f b में आपको मूल कंप्रेसिव तनाव की क्या आवश्यकता है इसलिए एक बार जब आपके पास मूल कम्प्रेस्सिव तनाव होता है तो आपको जाँचने की आवश्यकता है कि क्या कम्प्रेशन में अनुमेय कम्प्रेस्सिव स्ट्रेस को विशेष रूप से बढ़ाया जा सकता है यदि आपके पास एक्सेंट्रिसिटी की कोई शर्त है जो महत्वपूर्ण एक्सेंट्रिसिटी आप अनुमेय कम्प्रेस्सिव तनाव वृद्धि में लागू करेंगे तो यहाँ आप क्या करेंगे आप कंप्रेसिव स्ट्रेस को विभाजित करेंगे कमी कारक ks ka and kp से और आप आगे विभाजन करेंगे अगर इस मामले में एक्सेंट्रिसिटी के कारण अनुमेय तनाव में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि की अनुमति है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस के मूल्य को विभाजित करें 125 से और आपको बेसिक कंप्रेसिव स्ट्रेस मिलता है हम ने अनुमेय तनाव समीकरण के रूप में fs बराबर है ks ka and kp के जिसको fb में गुना किया जाता हैं हम अब दूसरे तरीके से काम कर रहे हैं और इसलिए मांग तनाव को तनाव कम करने वाले कारकों से विभाजित किया जा रहा है और अनुमेय तनाव में भी वृद्धि हुई है जिसकी आप अनुमति दे सकते हैं यदि यह अनुमेय तनाव पक्ष f c पर था तो अनुमेय कम्प्रेस्सिव तनाव में 125 की वृद्धि हुई होंगी यह f c गुना 125 है लेकिन अब हम दूसरे पक्ष पर काम कर रहे हैं और इसलिए समीकरण के बाईं ओर 125 जाता है एक बार जब आप fb पर आ गए हैं जो आवश्यक बुनियादी कम्प्रेस्सिव तनाव हैं आपके पास दो विकल्प हैं या तो आप सीधे तालिका पर जा सकते हैं यदि आप प्रयोगशाला में कुछ परीक्षण करने की योजना नहीं बना रहे हैं तो आप कोड IS 1905 तालिका 8 पर जा सकते हैं और फिर तालिका 8 में आप चुन सकते हैं आपका मूल कम्प्रेस्सिव तनाव एप्लीकेशन ऑफ़ स्ट्रेस रिडक्शन के बाद और अनुमेय कंप्रेसिव स्ट्रेस में वृद्धि के बाद लगभग 103 के बराबर होती है हम कहते हैं कि आप कहीं 103 MPa N mm2 पर हैं तो आपके पास एम 2 मोर्टार और ताकत की इकाई 15 के साथ जाने की संभावना है लेकिन फिर आपके पास अन्य बाधाएं हैं पहली बाधा जिस जोन में आप निर्माण कर रहे हैं भूकंप क्षेत्र और जो आप निर्माण कर रहे हैं मोर्टार प्रकार पर सीमाएं हैं जिनका आप उपयोग करेंगे तो आप कुछ मोर्टार चुनने में सक्षम नहीं होंगे जिनके लिए आपको उच्च मोर्टार के लिए जाना पड़ सकता हैं तो फिर आप उच्च मोर्टार के साथ काम करना शुरू करते हैं और फिर देखते हैं क्या मैं 109 के साथ जाएं और फिर मैं H1 मोर्टार के साथ 125 MPa ईंट या 10 MPa ईंट के साथ जा सकता हूं तो आपके पास अब खेलने की संभावना है क्योंकि fb की स्थापना के साथ आपके पास यह है जिसके साथ आप मोर्टार प्रकार और इकाई की ताकत का चयन करेंगे लेकिन ध्यान रहे की आप एक दीवार के लिए यह गणना कर रहे हैं आप हर दीवार के लिए दोहरा रहे होंगे जिसका अर्थ है कि आपको फाइनल इकाई की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और मोर्टार की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के चुनाव के संदर्भ में कुछ तर्कसंगतता होगी आप संरचना के विभिन्न भागों के लिए अलग अलग मूल्य नहीं कर सकते हैं जमीन भंडार के लिए या ऊपरी मंज़िल के लिए जो उपयोग किया जाता है इसमें कुछ अंतर हो सकता है लेकिन किसी दिए गए कहानी में इन मापदंडों को बदलना मोर्टार की ताकत और यूनिट की ताकत व्यावहारिक नहीं है इसलिए आपके पास भूकंप प्रतिरोध कोड 4326 में से एक में आने वाली बाधाएं होंगी जिसका अर्थ है कि आपको किस मोर्टार का उपयोग किस क्षेत्र में करना चाहिए और दूसरा डिज़ाइन के व्यावहारिक विचार होंगे क्योंकि विभिन्न दीवारों को डिज़ाइन इस तरीका से किया जा रहा है तो यह समग्र रूपरेखा है जिसके साथ आप प्रत्येक दीवार डिज़ाइन करेंगे एक ही दीवार के लिए आप अनुमेय तन्य तनाव की जांच करेंगे यदि दीवार का क्रॉस सेक्शन तनाव का अनुभव कर रहा है और गुरुत्वाकर्षण और पार्श्व के संयोजन के लिए अगर शियर तनाव दीवार में होने की उम्मीद है तो आप मांग के कारण दीवार में शियर तनाव का भी अनुमान लगाएंगे और पेर्मिसिबले शियर स्ट्रेस f s के खिलाफ तुलना करें तो यह उस डिज़ाइन जांच को पूरा करेगा जो आप किसी दीवार के लिए बनाते हैं हालांकि यह कंप्रेसिव स्ट्रेस है जो आपकी यूनिट और मोटर की शक्ति को तय करेगा इसलिए यह हमें उस दृष्टिकोण के अंत में लाता है जहां तक 1905 का डिज़ाइन है कोड कुछ भी अधिक निर्धारित नहीं करता है यह सिर्फ आपको यह आधार देता है कि समग्र ज्योमेट्री विचारों में से कुछ का पालन किया जाना चाहिए और तीन तनाव के स्तर शियर कम्प्रेशन और तनाव की जाँच की जाती है और सत्यापित किया जाता है कि वे अनुमेय सीमा के भीतर है मैं यहां रुकूंगी और हम अगले व्याख्यान में समस्याएं जारी रखेंगे